नमस्कार पिछली कक्षा में हम स्टेट चर के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने यह भी देखा कि यदि हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल समीकरण है तो उसे n प्रथम ऑर्डर समीकरणों में बदला जा सकता है और फिर हमने यह भी चर्चा की कि इन डिफरेंशियल समीकरणों को जो प्रकृति में प्रथम आर्डर है स्टेट समीकरण की तरह माना जा सकता है और हम विभिन्न स्टेट चरों को परिभाषित कर सकते हैं तदनुसार हम स्टेट चर को एक समीकरण जिसे स्टेट समीकरण कहा जाता है इसमें जोड़ सकते हैं हमने यह भी स्थापित किया कि समीकरण आप मैट्रिक्स रूप में ऐसे लिख सकते हैं हमने यह भी चर्चा की कि आउटपुट समीकरण हम इसी तरह से लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं आज हम स्टेट डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और स्टेट डायग्राम पर जाने के पहले चलिए बहु चर सिस्टम के केस में ट्रांसफर फंक्शन हम पहले समझते हैं इसका मतलब यदि आपके पास सिस्टम में कई चर हैं आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे ज्ञात करेंगे

यदि आप इस ब्लॉक आरेख को देखते हैं तो आपके पास एक बहु चर सिस्टम है जहां सभी इनपुट से शुरू होकर तक और आउटपुट 1 से q तक है संक्षिप्त में आप कह सकते हैं कि इसमें एक वेक्टर R इनपुट की तरह और वेक्टर Y आउटपुट की तरह है तो अब अगर आपको ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाने के लिए कहा जाता है जिसमें एक फीडबैक लूप है हम बहु चर इनपुट के मामले में कैसे परिभाषित करेंगे

यदि हम यह चित्र देखें आपके पास दो चर एक और दूसरा हैं और हम जोड़ रहे हैं यहां एक समिंग ब्लॉक है तो इस बिंदु पर यह होगा और फिर यह 1s से गुणा होगा अतः अंत में आपको मिलेगा जो कुछ और नहीं बल्कि वह समीकरण है जो हमने इंटीग्रेशन जो अभी हमने किया की स्थिति में अभी व्युत्पन्न किया है विकल्पतः आप इसे कम संख्या के संयोजनो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं तो माना यदि यह ब्लॉक प्रदर्शित कर रहा है तो आप दोनों स्थितियों में 1s रख सकते हैं यहां जब आप जोड़ते हैं आपको मिलेगा दोनों ही चित्र समान समीकरण प्रदर्शित कर रहे हैं इस चित्र का लाभ यह है कि आपको समीकरण जो हमने अभी निकाला प्रदर्शित करने के लिए कम तत्वों की आवश्यकता है अब हम देखते हैं कि आप डिफरेंशियल समीकरण को स्टेट डायग्राम में कैसे बदलेंगे तो जब रैखिक सिस्टम उच्चतर ऑर्डर के डिफरेंशियल समीकरण के द्वारा परिभाषित होते हैं इन समीकरणों से स्टेट डायग्राम बनाया जा सकता है हम कैसे बनाएंगे हमने एक डिफरेंशियल समीकरण माना जो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल समीकरण है यानी माना आपको यह डिफरेंशियल समीकरण प्राप्त हुआ है और आपको इस डिफरेंशियल समीकरण को स्टेट डायग्राम में बदलना है हमें बनाना है हमें इस समीकरण को पुन व्यवस्थित करना है जैसा इस समीकरण में दिखाया गया है यानी हम लिखेंगे तो हमने क्या किया है

इस विशेष अवयव के लिए गुणांक a1 है तो आप क्या करेंगे आप y को s की घात ny a1 के साथ जोड़ेंगे इसी प्रकार इसके लिए आप a2 sys लिख सकते हैं तो sys आप यहां देखते हैं और यह s की घात nys के साथ a2 गुणांक के साथ जुड़ा है आप को a2 संयोजन के तरह मिला और इसी प्रकार आप उन सभी को जोड़ेंगे तो अंत में आपको क्या मिलता है s की घात ny कुछ और नहीं बल्कि r एक s s की घात n y एक 1 s की घात n 2y और आगे a2sy a1y तक तो यह विशेष चित्र डिफरेंशियल समीकरण को प्रदर्शित करता है जो हमने अभी लिखी है अब जो महत्वपूर्ण बात अभी भी बची है वह यह है कि हम उन नोड को कैसे संबंधित करेंगे जो एक दूसरे से सटे हुए हैं हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे तो बिल्कुल पिछला केस जो हमने चर्चा की हमने चर्चा की कि कैसे x1 और x2 संबंधित है इस पर हमने अभी चर्चा की थी इस जानकारी को हम अवयवों को जोड़ने में उपयोग करेंगे यदि आप इस तरह अवयवों को देखें x2 x1 के साथ जुड़ा है आप कैसे जोड़ रहे हैं आप sy के साथ जोड़ रहे हैं y s की घात n 1 के साथ जुड़ा है प्लस y के लिए प्रारंभिक अवस्था यानी y t naught s यह आपने समीकरण से प्राप्त किया है जो हमने अभी व्युत्पन्न की थी क्योंकि यदि आप x1 देखें x1 कुछ और नहीं बल्कि x2s गुणे x1 t naughts अपने केस में x1s y है x2s sy है तो हम क्या करेंगे हम उस जानकारी का उपयोग करेंगे और संलग्न नोड को जोड़ेंगे तो इस तरह से आप सभी संलग्न नोड को 1s से जोड़ सकते हैं और प्रारंभिक अवस्था रख सकते हैं क्योंकि जब आप nth ऑर्डर डिफरेंशियल समीकरण को n प्रथम ऑर्डर समीकरणों में विभाजित करते हैं आपको समीकरण मिलेगा जैसा हमने उस स्थिति में चर्चा की थी तो आपको यह समीकरण लाप्लास डोमेन में मिलेंगे जहां आपके पास हर स्टेट चर के लिए प्रारंभिक अवस्था है इसलिए हम उस सूचना का उपयोग करेंगे और हम सभी स्टेट चर की प्रारंभिक अवस्थाओं को रखेंगे और उन्हें 1s से जोड़ेंगे अतः यह अंतिम स्टेट डायग्राम है जो आपको प्राप्त होगा और यह इस विशेष डिफरेंशियल समीकरण को प्रदर्शित करेगा अब एक उदाहरण लेते हैं जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं हम एक डिफरेंशियल समीकरण देखते हैं अब हम क्या करेंगे हम पिछले समीकरण के उच्चतम ऑर्डर टर्म को बाकी टर्म के समतुल्य रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहां हम 1 2 3 4 नोड बनाएंगे अब आपको बेहतर स्पष्टता देने के लिए इस नोड का मूलतः विस्तार किया गया है आप इकाई लाभ के साथ y जोड़ सकते हैं जिससे आपको स्टेट डायग्राम से स्पष्ट समझ में आ सके हमने यह 4 नोड जोड़े हैं एक R है दूसरा y है आप Y से प्रतिस्थापित करेंगे तीसरा है इसे sY से प्रतिस्थापित करेंगे और आप से प्रतिस्थापित करेंगे अब जो प्रक्रिया का अनुसरण हमने पहले किया था हम उस प्रक्रिया को उपयोग करेंगे y 2s की घात 2 y 2 गुणांक के साथ जोड़ रहा है तो हमारे पास 2 गुणांक के रूप में है आप dydt को 3 2s की घात 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास यह दो संयोजन है और r के पास 1 गुणांक के रूप में है इसलिए r लाभ के रूप में 1 के साथ s की घात 2 y से जुड़ा है तो अब हम क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन फंक्शन जो हमने चर्चा की थी की मदद से इन दोनों नोड को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो हम 1 s की घात 2 के साथ जोड़ेंगे यह 1s के साथ sy से जुड़ेगा और प्लस प्रारंभिक अवस्था जो आपके पास है y1 के लिए t naughts और फिर y के लिए हमारे पास yt naught s प्रारंभिक अवस्था है अंततः आपको डिफरेंशियल समीकरण के लिए स्टेट डायग्राम मिलता है जो हमने अभी स्लाइड में दिखाया है अब अगला प्रश्न आता है जब आपको स्टेट डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे इनपुट और आउटपुट के बीच ट्रांसफर फंक्शन लाभ सूत्र का उपयोग करके और अन्य सभी इनपुट और प्रारंभिक अवस्था को 0 सेट कर के स्टेट डायग्राम से प्राप्त किया जाता है इसलिए हम क्या करेंगे हम प्रारंभिक अवस्थाओं को 0 सेट करेंगे और फिर इनपुट को आउटपुट के समतुल्य रखेंगे तो R और Ys लाभ सूत्र का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं तो हम क्या करेंगे ट्रांसफर फंक्शन है अतः इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा बंद करते हैं जिसमें हमने मुख्यतः स्टेट डायग्राम पर चर्चा की अब हम अगला देखेंगे कि स्टेट समीकरण निकालने के लिए कैसे हम स्टेट डायग्राम का उपयोग करेंगे धन्यवाद